बायोरिएक्टर्स पर एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के व्याख्यान 7 में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने एक अभ्यास समस्या 21 के समाधान पर कार्य किया था माइकलिस मेन्टन गतिकी का उपयोग एंजाइम क्रियाविधि के लिए किया जाता है जिसमे एंजाइम और क्रियाधार आपस में बंध निर्माण से एंजाइम क्रियाधार युग्म बनाते है एंजाइम क्रियाधार युग्म के विघटन से पुनः स्वतंत्र एंजाइम और उत्पाद निर्मित होता है यह एक सरलतम एंजाइम क्रियाविधि है हालांकि एंजाइम संबंधी क्रियाओं के लिए कई अन्य प्रकार की क्रियाविधि मौजूद हैं जैसे माइकलिस मेन्टन गतिकी में उसके विभिन्न कारकों के साथ क्रियाविधि का प्रभावी रूप से अध्ययन शामिल है एक अन्य गतिकी अध्ययन में एकल एंजाइम के साथ एकल क्रियाधार की उपस्थिति में कुछ अवरोधक प्रवेशित कराये गए सर्वप्रथम प्रतिस्पर्धी अवरोधक को देखते हैं इस अवरोधन प्रक्रिया में अवरोधक एंजाइम के साथ बंध बनाकर एंजाइम क्रिया को बाधित करता है चूंकि यहाँ एंजाइम के साथ अवरोधक बंध बनाने हेतु प्रतिस्पर्धा करता है इसलिए इसे प्रतिस्पर्धी अवरोधक कहा जाता है इसमें एंजाइम से बंध बनाने की प्रक्रिया में क्रियाधार प्रतिस्पर्धा करता है योजनाबद्ध क्रियाविधि इस प्रकार है यहाँ क्रियाधार और एंजाइम आपस में बंध निर्माण कर एंजाइम क्रियाधार युग्म बनाते हैं यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है k1 अग्र अभिक्रिया दर है और k2 - उत्क्रम अभिक्रिया दर है एंजाइम क्रियाधार युग्म विघटित होकर एंजाइम और उत्पाद देता है यह माइकलिस मेन्टन एंजाइम गतिकी का सरतम रूप है यदि एक अवरोधक अणु एंजाइम के साथ क्रिया करता है तब उत्क्रमणीय एंजाइम अवरोधक युग्म निर्मित होता है इस तरह की अभिक्रिया पद्धति को प्रतिस्पर्धी अवरोधन कहलाती है यह व्युत्पन्न माइकलिंस मेन्टन गतिकी की व्युत्पत्ति से थोड़ा जटिल है यहाँ हमे v प्राप्त करना है यहाँ क्रिया बैच तंत्र में हो रही है इसलिए आयतनिक दर को उत्पाद की संचय दर के रूप में ले सकते है जो निम्नानुसार है यहाँ I अवरोधक सांद्रता है यह विशेष उद्देश्य के कारण इस तरह से व्यवस्थित की गई है माइकलिस मेन्टन गतिकी समीकरण vvmSKmS Km को रूपांतरित कर I I Ki लेते है यहाँ प्रतिस्पर्धी अवरोधक के सन्दर्भ में Km रूपांतरित हो जाता है चूँकि अवरोधक एंजाइम के साथ बंध बनाता है और एंजाइम के लिए क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है इस प्रकार अभिक्रिया बाधित होती है अभिव्यक्ति दर के विषय के केवल Km में परिवर्तन होता है जबकि Vm अपरिवर्तित रहता है KI नगण्य है k6 उत्क्रम अभिक्रिया व k5 अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक है अग्र अभिक्रिया स्थिरांक उत्क्रम अभिक्रिया स्थिरांक से गुणित होती हैं पूर्व उल्लेखित है कि Vm समान है इसलिए Km बदलता है अब यदि लाइनविवर बुर्क प्लॉट खींचते हैं तब ग्राफ के ढलान और अवरोध आधारित समीकरण से Vm और Km प्राप्त होता है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोध में अवरोधक एंजाइम के और एंजाइम क्रियाधार युग्म से बंध बनाता है योजना पद्धति निम्नानुसार है माइकलिस मेन्टन पद्धति के अनुसार अभिक्रिया SE उत्क्रमणीय होती है जो ES युग्म का निर्माण करती है जो अनुत्क्रमणीय रूप से E और P प्रदान करती है अवरोधक की उपस्थिति में एंजाइम अवरोधक के साथ बंध बनाता है जिससे एंजाइम अवरोधक युग्म निर्मित होता है एंजाइम क्रियाधार युग्म भी अवरोधक के साथ बंध बनाता है जो उत्क्रमणीय रूप से एंजाइम क्रियाधार और एंजाइम अवरोधक युग्म बनता है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोध में दो प्रकार की क्रियाएँ होती है पहला एंजाइम के साथ और दूसरा एंजाइम क्रियाधार युग्म के साथ बंध बनाता है माइकलिस मेन्टन को मटेरियल बैलेंस की तरह हल करने पर बैच क्रिया की स्थिति में v बराबर निम्नलिखित होगा यहाँ Vm को रूपांतरित किया गया है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधन में Km अपरिवर्तित रहता है जबकि Vm परिवर्तनशील होता है इस व्याख्यान में गतिकी पर चर्चा हो रही है अप्रतिस्पर्धी अवरोधन में अवरोध केवल एंजाइम क्रियाधार युग्म से बंध निर्माण करता है प्रतिस्पर्धी अवरोधन में अवरोध केवल एंजाइम से बंध बनाता है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधन में अवरोध एंजाइम और एंजाइम क्रियाधार युग्म से बंध निर्मित करता है वर्तमान अभिक्रिया की क्रियाविधि माइकलिस मेन्टेन गतिकी एंजाइम क्रियाधार युग्म अवरोधक में निहित है यह उत्क्रम एंजाइम क्रियाधार अवरोध पैदा करता है व्युत्पत्ति निम्नानुसार है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधन में दोनों Vm और Km रूपांतरित होते है एंजाइम गतिकी तीन अन्य प्रकार के गतिकी शामिल है जिसे हम अन्य पाठ्यक्रम या व्याख्यान में देखेंगे गतिकी को बेहतर ढंग से समझने के लिए अभ्यास समस्या हल करनी चाहिए अभ्यास समस्या को हल करने से पूर्व ये जानकारी आवश्यक है कि एंजाइम सामान्यतः प्रोटीन होते हैं अधिकतर प्रोटीन और उनकी कार्यक्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी संरचना किस तरह व्यवस्थित हैं प्रोटीन कैसे मुड़ते या फोल्ड होते हैं आधारभूत जीवविज्ञान पाठ्यक्रम से विदित है कि यदि प्रोटीन अनुचित ढंग से मुड़े या व्यवस्थित होते है तब एंजाइम अक्रिय हो जाता है विशेषकर यदि एक्टिव साईट बदलती है तब एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं इसके समाधान हेतु और एंजाइम का पुन उपयोग करने के लिए एंजाइम को स्थिर कर दिया है जिसे एंजाइम स्थिरीकरण कहते है एंजाइम के अक्रिय हिस्से जो एंजाइम क्रियाविधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें कुछ विशेष गुण वाले मैट्रिक्स पर स्थिरीकृत किया जाता है मैट्रिक्स सामान्यतः छिद्रित होता है जैसे जेल या बेड जो एंजाइम को स्थिर या इम्मोबिलाईज करता है और आसानी से एंजाइम अभिक्रिया संपन्न करता है इस विधि में छिद्रित मैट्रिक्स पर एंजाइम्स को बंधित करते है वांछित एंजाइम अभिक्रिया के लिए बायोरिएक्टर में मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं बीड्स और जैल को रिएक्टर में प्रवेश कराते हैं स्टीयरर्र अवस्था में स्टीयरर्र रिएक्टर में उपस्थित क्रियाधार एंजाइम युक्त जैल से क्रिया करता है और उत्पाद निर्माण करता है यहाँ एंजाइम युक्त बेड का भी प्रयोग किया जा सकता है मैट्रिक्स बेड से क्रियाधार घोल बेड से गुजरता है तब क्रियाधार उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन कुछ विशेष उत्पाद के लिए के लिए औद्योगिक स्तर पर बहुतायत में उपयोग किये जाते है एंजाइम इमोबिलाइजेशन के द्वारा औद्योगिक प्रसंस्करण में एंजाइम जैल नैनो कण और छोटे सतहों का प्रयोग होता हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन का उपयोग बायो सेंसर तकनीक के माध्यम से कीटनाशकों या भारी धातुओं का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ग्लूकोज बायोसेंसर इसका एक उदाहरण है ग्लूकोज बायोसेंसर में ग्लूकोज ऑक्सीडेज इमोबिलाईज्ड रूप में ग्लूकोज सेंसर के रूप कार्य करता है एंजाइम इमोबिलाईजेसन उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन के औद्योगिक स्तर पर उपयोग के कुछ उदाहरण इस प्रकार है दवा उद्योग में पेनिसिलिन एसिलेस को इमोबिलाइज्ड कर पेनिसिलिन जी से 6 एपीए के उत्पादन के लिए उपयोग किया गया है 6 एपीए प्रतिजैविक प्राथमिक रूप से उपयोग में लाया जाता है पेनिसिलिन जी से 6 एपीए का रूपांतरण में एंजाइम इमोबिलाइज्ड रिएक्टर का उपयोग किया जाता है खाद्य उद्योग में ग्लूकोज आइसोमेरेस से मीठे इन्वर्ट शुगर का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण का उपयोग किया जाता है जो कि इमोबिलाइज्ड ग्लूकोज आइसोमेरेस से भी किया जा सकता है ऊर्जा उद्योग में जैव तेल से जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए लिपिड को इमोबिलाइज्ड का उपयोग किया जाता है खान और अलज़ोहैरी द्वारा 2010 में एक शोध पत्र रिसर्च जर्नल ऑफ़ बायोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित हुआ था इसका शीर्षक रीसेंट एडवांसेज एंड एप्लीकेशन इन इमोबिलाईजेसन एंजाइम टेक्नोलॉजीस अ रिव्यु recent advances and applications in immobilization enzyme technologies a review है इस शोध पत्र से इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं एंजाइम्स की तरह कोशिकाओं को भी इमोबिलाइज किया जा सकता है जिससे कोशिकाओं को अपरूपण बल के साथ बायोरिएक्टर कठोर वातावरण में सुरक्षित किया जा सके इमोबिलाइज्ड कोशिकाओं और इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स का उपयोग ओद्योगिक प्रक्रिया में कर सकते हैं इमोबिलाइज्ड कोशिकाओं पर बहुतायत में अध्ययन किया जा रहा और ईनका उपयोग भी हो रहा है स्लाइड समय 1408 में अभ्यास समस्या 22 दर्शित है जिसे हम अगले व्याख्यान हल करेंगें इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करेंगे यह एक संक्षिप्त व्याख्यान था जिसमे एंजाइम्स गतिकी की क्रियाविधि माइकलिस मेन्टेन गतिकी विशेष रूप से अवरोधन गतिकी को देखा प्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधन गतिकी की क्रियाविधि पर चर्चा हुई इसमें प्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधन के संदर्भ में गतिकी अभिव्यक्तियों को देखा है प्रतिस्पर्धी अप्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधन में Vm और Km विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होते है उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स के विषय में भी चर्चा की गयी एंजाइम क्रियाधार S को उत्पाद P में परिवर्तित करने हेतु माइकलिस मेन्टेन व्यव्हार प्रस्तुत करता है जिसके आंकड़े स्लाइड समय 1408 में दिये गये है इस रूपांतरण के लिए एम एम कारकों का अनुमान अवरोधक I की अलग अलग सांद्रता की उपस्थिति में में लगाया गया था अवरोधन का प्रकार और अवरोधक स्थिरांक का निर्धारण करना है माइकलिस मेन्टेन कारक Vmax और Km क्रमशः प्रति मिलीमोलर प्रति मिनट और मिलीमोलर के रूप में है और अवरोधक सांद्रता 0 05 1 5 और 10 मिलिमोलर के रूप में दिया गया है यह माइकलिस मेन्टेन कारक Vm और Km के विभिन्न अवरोधक सांद्रता के आंकड़े है इसमें अवरोधन का प्रकार और अवरोधक स्थिरांक KI ज्ञात करना है अगले व्याख्यान इस अभ्यास समस्या को हल करते हुए आगे बढेंगें